समानांतर में सेल्स के मामले में भी सिंक करने की समस्या सोर्सिंग का मुद्दा जैसा कि हमने श्रेणी क्रम कनेक्शन के मामले के लिए चर्चा की थी होता है I V विशेषता को उस बिंदु के पास देखें जहां समानांतर सिस्टम का Voc बिंदु घटित होता है हम देखते हैं कि सेल 2 जो दोनों सेल में से कमजोर है एक सिंक के रूप में काम कर रहा है और इसलिए पावर को डिसिपेट कर रहा है और गर्म हो जाता है और दक्षता भी बिगड़ जाएगी सेल की सुरक्षा के लिए हमें ठीक उसी तरह से डायोड को लगाने की आवश्यकता है जैसे हमने सेल के श्रेणी क्रम कनेक्शन के लिए किया था उसके लिए आइए हम I V विशेषता पर वापस जाएं और इस हिस्से को थोड़ा और विस्तार से देखें आइए हम इसे ज़ूम करते हैं और पावर वर्सेज v कर्व को यहां खींचते हैं तो आइए हम इस बिंदु इस बिंदु तक खींचते हैं और जैसा कि हम यहां देखते हैं कि पीवी सोर्स 2 सोर्स की तरह कार्य कर रहा है इसके आगे यह इस तरह चौथे चतुर्थांश में जाता है और ऋणात्मक पावर को दर्शाता है जिसका अर्थ है सिंक की तरह कार्य करना मैंने जिस हिस्से को यहां छायांकित दिखाया है यह वह हिस्सा है जहां पावर ऋणात्मक है और यह वह क्षेत्र है जिसके दौरान PV सेल 2 डिसिपेटर की तरह कार्य कर रहा है एक अवरोधक की तरह काम करता है अब हम इसे कैसे खत्म करते हैं तो इसे खत्म करने के लिए हमें ऋणात्मक करंट को बहने नहीं देना चाहिए इसके घटित होने के लिए हम इस तरह प्रत्येक सेल के साथ श्रेणी क्रम में एक डायोड लगाते हैं इसलिए हमने वहां एक डायोड लगाया है इस तरह जैसा कि दिखाया गया है और एक डायोड यहां है अब जब आप इस डायोड को यहां रखते है तो यह प्रोटेक्शन डायोड यहां आपको किसी भी पैनल में ऋणात्मक करंट प्रवाहित नहीं होने देगा तो डायोड की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं होगा तो यह डायोड सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा एक बार जब आप इस डायोड को लगाते हैं तो विशेषता में थोड़ा बदलाव होगा सुरक्षा डायोड के बिना समग्र समानांतर सिस्टम के लिए I V विशेषता इस तरह थी जिस पल सुरक्षा डायोड लगाया जाता है कोई ऋणात्मक करंट नहीं होता है और इसलिए जब इस क्षेत्र में कोई ऋणात्मक करंट नहीं होता है तो लोड को पूरा करंट सेल 1 द्वारा दिया जाता है इसलिए इसका मतलब है कि यह सेल 1 की विशेषताओं का पालन करेगा ठीक उसी प्रकार जैसे कि श्रेणी क्रम के मामले में सुरक्षा डायोड लगाने पर होता हैं इसलिए जब सुरक्षा डायोड लगाया जाता है तो हम देखेंगे कि इस बिंदु के बाद इस ऑपरेटिंग बिंदु के बाद जब Voc2 पहुंच जाता है PV सेल 2 का करंट 0 हो जाता हैं और यह 0 पर बना रहता है और उस समय के दौरान ऑपरेटिंग पॉइंट PV सेल 1 की I V विशेषताओं का इस प्रकार अनुसरण करेगा तो यह सेल के समानांतर संयोजन की पूरी I V विशेषताएँ होंगी जो श्रेणी क्रम सुरक्षात्मक डायोड के साथ होंगी तो यहाँ आप दो PV सेल को देख रहे हैं PV सेल 1 PV सेल 2 जो लोड R0 के साथ समानांतर में जुड़े हुए है आपके पास यहाँ सुरक्षात्मक डायोड हैं जो PV सेल में करंट प्रवाह को रोकते हैं अब यहाँ भी एक पीएन जंक्शन के लिए एक डायोड लगाया जाना संभव नहीं है जैसा कि श्रेणी क्रम के मामले में था यह बहुत महंगा हो जाएगा और इसके आगे उन्हें आदर्श डायोड होना चाहिए और इसलिए हम समूह के लिए या एक मॉड्यूल के लिए सुरक्षा डायोड को रखते हैं इसलिए यदि हम इस एक सेल को एक मॉड्यूल द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक व्यावहारिक समाधान होगा तो मॉड्यूल जो PV सेल्स के समूह को प्रदर्शित करते हैं में एक पीवी जंक्शन की तुलना से उच्च वोल्टेज और करंट होगा इसलिए यहाँ आप देखते हैं कि आपके पास दो मॉड्यूल हैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 प्रत्येक मॉड्यूल में कई पीवी सेल समानांतर में हैं इस मॉड्यूल 2 में भी कई पीवी सेल समानांतर में हैं और मॉड्यूल डायोड के साथ सुरक्षित हैं ताकि आपके पीवी मॉड्यूल में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित ना हो तो इस प्रकार से आप समानांतर में PV मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं